नमस्कार आज के व्याख्यान में आपका स्वागत है हम पहले से ही अध्ययन कर चुके हैंऔर आप को पता है कि मौखिकता पांडुलिपि लेखन और काइरोग्राफी तक कैसे चली है लेकिन एक क्षण के लिए हम विराम देंगे और हम एक मौखिक रूप को करीब से देखने के लिए जा रहे हैं आज आपके सामने जो फार्म हैं वो मौखिक कहानी का एक रूप है जो दास्तानगोई है दास्तानगोई एक विशेष फार्म हैं जो कई वर्षों से उपमहाद्वीप के भीतर और बाहर भी मौजूद था लेकिन फिर यह बंद हो गया लेकिन यह पिछले एक दशक में पुनर्जीवित हुआ और कहानी जो इस पाठ्यक्रम के भाग के रूप में देखने जा रहे हैं वास्तव में राजस्थान से एक और मौखिक कहानी परंपरा है जो दास्तानगोई प्रारूप में सुनाई जा रही है इससे पहले कि हम कहानी में जाएं दास्तान ए चाउ बाली हम ठीक से शुरू करने के लिए दास्तानगोई इतिहास पर गौर करने जा रहे हैं तो जो आप अपनी स्क्रीन पर देखते हैं वह एक विशेष का एक समूह है लोग बैठे हैं और वहां कोई महिला खड़ी है और कुछ लिख और कुछ कह रही है और यह एक कहानी बताने वाले की छवि हैयह लेबल कहता है कि यह कोई अरब जीवन से या अलिफ लैला कहानी सुना रहा है यह चित्र लगभग 1911 में लिया गया है आपको यह समझना चाहिए कि मौखिक कहानी कहने का स्वभाव ऐसा है कि लिखित रिकॉर्ड अधिकांश मामलों में उपलब्ध नहीं है इसलिए हमें हाल के अनुभवों पर निर्भर रहना होगा हमें शायद छवियों पर भी भरोसा करना होगा या चित्रों के माध्यम से वास्तव में कैसे कहानी सुनाई जाती है और अन्य समान स्रोत तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कहानी कहने का अंदाज़ कैसा होगा निश्चित रूप से यह भी बहुत दिलचस्प है इससे नोट करें कि यूरोपीय संदर्भ में हम वास्तव में सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी में प्रिंट का उदय मानते हैं और जो उन्नीसवीं शताब्दी में समेकित हुआ दुनिया के बाकी हिस्सों में पश्चिम के बाहर प्रिंट को समेकित करने में अधिक समय लगता है तो उपमहाद्वीप के साथ साथ मध्य पूर्व में भी और एशिया के अन्य भागों में मौखिक कहानी कहने के प्रारूप मौजूद थे लगभग शुरुआती बीसवीं सदी तक उनका व्यापक अस्तित्व था दास्तानगोई पर वापस लौटते हुए दास्तानगोई वास्तव में दो फारसी शब्दों का एक यौगिक है दास्तान जैसा कि आप समझते हैं कि एक कहानी है और गोई बता रही है तो दास्तानगोई कहानी बताना है और यह कहानी कहने वाले को दास्तानगोह कहा जाता है तो ये कहानियाँ महाकाव्य प्रकृति की हैं वे पढ़े लिखे हैं या यदि उन्हें लिखा गया है तो वे जोर से पढ़े गए है हम समझते हैं कि मौखिक से पांडुलिपि संस्कृति का आंदोलन दुनिया के अधिकांश हिस्सों में उन्नीसवीं सदी तक जारी है दास्तानगोई हमें आमिर हमजा के कारनामों की कहानियां बताती है जो एक योद्धा था एक अरबी योद्धा जो पैगंबर मोहम्मद का चाचा माना जाता है ये सभी लीजेंड्सहैं सबसे पहले अमीर हमजा के बारे में बहुत अधिक नहीं जानते हैं नंबर दो कहानियाँ एक बार बनने के बाद हमेशा मौखिक रूप से तेजी से चलती हैं जो काल्पनिक दायरे में चला जाता है और जैसा कि यह तेजी से काल्पनिक दायरे में चला जाता है यह अन्य कहानियों को चुनता है जो सभी कहानियो के कॉर्पस में शामिल हो जाते हैं और एक विशेष परंपरा का निर्माण करते हैं इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम समझ सकते हैं कि अमीर हमजा कौन था यह सिर्फ कहानियों के माध्यम से हैं हम आमिर हमजा का चरित्र चित्रण अवश्य कर सकते हैं लेकिन हमारे पास एक स्पष्ट ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं हो सकता है कि अमीर हमजा कौन था सब कुछ को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए दास्तानगोई केवल दुनिया भर में कई कथाओं को सुनाने की एक परंपरा हैं आपको कुछ उदाहरण देने के लिए आपने अलिफ लैला की कहानी या अरेबियन नाइट्स की कहानी सुनी है आप सभी जानते हैं कि यह एक प्रकार का बड़ा आख्यान हैं जिसके भीतर बहुत छोटे आख्यान निहित हैं यह अरेबियन नाइट्स की कहानी है जिसका एक संदर्भ है जिसके भीतर कई अन्य कहानियों को उनके कथा के भाग के रूप में शामिल किया गया है यह एक निश्चित संरचना देता है और कैसे मौखिक बयानों वास्तव में विकसित हुए है छोटी कहानियाँ सम्मिलित हो जाती हैं और बड़ी कहानी में शामिल हो जाती हैं एक बड़ी कहानी की रूपरेखा बन जाती हैं अन्य प्रकार के प्रारूप हैं अब यह बहुत दिलचस्प है यह छवि फारसी पांडुलिपि में से हैं अब पांडुलिपियों का चित्रण होगा यह लगभग बच्चों की किताबों की तरह है जो वास्तव में पाठक या श्रोता की कल्पना को हवा देती हैं पांडुलिपि में चित्रण शामिल हैं चित्रण पांडुलिपि का एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कृति पहलू था जब हम पांडुलिपि संस्कृति को करीब से देखते हैं तो हम अधिक बारीकी से अध्ययन करेंगे परंतु आप पंचतंत्र की कहानी की एक छवि देख रहे हैं हालाँकि यह एक फारसी पांडुलिपि है पाठ्यक्रम के बाद में हम विभिन्न उपमहाद्वीपीय भाषाओं के ये भेद देखेंगे लेकिन यह एक ऐसा सिद्धांत था जिसे आप जानते हैं कि हम किस तरह से उपमहाद्वीप के भीतर अंतर को समझते हैं या वास्तव में आधुनिक दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं था वास्तव में कुछ सदियों पहले यह समान रूप नहीं था हालांकि पंचतंत्र की कहानी भारतीय हैं वास्तव में कहानी एक यात्रा है जैसे लोग यात्रा करते हैं कहानियाँ भी यात्रा करती हैं भारत या उपमहाद्वीप से कहानियाँ मध्य पूर्व की कहानियों की ओर बढ़ती है मध्य पूर्व से भी कहानियाँ उपमहाद्वीप में आती हैं और कभी कभी आपके पास विभिन्न कहानियां लगभग एक दूसरे से मेल खाती होंगी इसलिए आप विभिन्न कहानी पैटर्न के बीच कुछ समानताएं देख सकते हैं तो यह स्पष्ट रूप से एक फ़ारसी पांडुलिपि हैं फ़ारसी पांडुलिपि जो कहानी को बताती है की कहानी पंचतंत्र पर आधारित है और पंचतंत्र उपमहाद्वीप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौखिक कहानी है आमतौर पर कई मौखिक आख्यानों में अतिरंजित कहानी है एक फ्रेमवर्क लगभग सभी छोटी कहानियों को समेटे हुए उदाहरण के लिए अरेबियन नाइट्स लेकिन पंचतंत्र की संरचना एक शाखा जैसी है उपमहाद्वीप से मौखिक परंपरा का एक और उदाहरण जिसमें ढाँचा संरचना शामिल है बेताल पच्चीसी विक्रम और बेताल की कहानी है जहां विचार यह है कि विक्रम को जाना है और बेताल को ले जाना है और बेताल उससे पहेली पूछता है और जिस पल वह जवाब देता है बेताल वापस उड़ जाता है इसलिए वह अगले दिन फिर से कहानी पर पहुंचा हैं तो यह तरीका है जिसमें कई कहानियां एक बड़े ढांचे के भीतर समाहित हो जाती हैं एक और बेहद दिलचस्प किस्म की कहानी कहने वाली परंपरा जो उपमहाद्वीप की है वो पचरित्र परंपरा हैं यह देश के पूर्वी हिस्सों मुख्य रूप से बंगाल से है और कहानी कहने का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू जिसे हम देखने जा रहे हैं वह यह है कि दृश्य पहलू के लिए महान ढेर हैं तो पचरित्र लगभग एक कॉमिक स्ट्रीप जैसा है प्रत्येक खंड कहानी का एक भाग बता रहा है और कहानी कहने वाला वास्तव में कहानी सुनाता है और जैसा कि कहानी कहने वाला कहानी कहता है वह स्क्रॉल के शीर्ष भाग को जारी रखता है और नीचे के हिस्से को खोलकर या दर्शक की आंखों के सामने रखता है या लोगों का समूह उनके सामने बैठा हैं और कहानी को भाग के हिसाब से बताता है कहानीकार वास्तव में पूरी कहानी को दिल से जानता है और ज्यादातर कहानियां की छंद के रूप में रचना कर रहे हैं जैसा की छंद याद रखना आसान है क्योंकि यहाँ इस विशेष मामले में छवियों के अलावा कहानी जानने के लिए कहानी कहने वाले को पूरी तरह से स्मृति पर निर्भर रहना पड़ता था क्या इस तरह की पांडुलिपि के मामले में उनके पास एक लिखित स्क्रिप्ट होगी जो एक न्यूमोनिक के रूप में काम करेगी जो स्मृति की सहायता के रूप में काम करेगा जबकि पचरित्र के मामले में क्योंकि स्मृति से कथा को वापस बुलाना होगा आप देखते हैं कि छंद का अधिक उपयोग है क्योंकि कविता याद करना आसान है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चित्रकारों ने इन पॉट पेंटिंग को बनाया वे कहानी कहने वाले हैं तो जो व्यक्ति कहानी सुनाना चाहता है उसे अपना पचरित्र बनाना पड़ता है और उनकी अपनी पुस्तक जो तब दर्शकों को कहानी बताने के लिए उपयोग होती थी और एक विशेष कहानी बताने वाले के पास कहानियों और स्क्रॉलों के भंडार की एक सूची होगीइसलिए वह दर्शकों को विभिन्न कहानियों को बताने के लिए इसे अपने साथ ले जाता है कभी कभी ये स्क्रॉल पीढ़ी से पीढ़ी तक पिता से पुत्र तक भी पारित किए जाते हैं क्योंकि हम बड़े पैमाने पर पितृसत्तात्मक दुनिया की बात कर रहे हैं और वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पारित करेंगे कभी कभी स्क्रॉल ख़राब होने के कारण वापस चले जाएंगे और नए चित्रों को बनाना होगा और जब नए चित्र बनाए जाएंगे तो नई कहानी जोड़ी जा सकती है और कहानी लंबी हो जाती है या थोड़ा बदल जाती हैसमय के अनुसार उन्हें अनुकूलित किया जा सकता है यह एक और कहानी कहने की परंपरा है जो आपने किसी समय में देखी होंगी यह भारत में राजस्थान की कावड़ परंपरा है जहाँ इस भाग में इस तरह के बॉक्स होते हैं जो खुलता है और उसके भीतर दृष्टांत होते हैं और कहानी कहने वाला कहानी कहता है एक बार फिर कहानी कहने वाले को उस चित्रों के अलावा स्मृति पर बहुत हद तक निर्भर रहना पड़ता है जो कहानियों के अनुक्रम के लिए उसे एक तरह की कतार देगा लेकिन कहानियों को डोर के कुछ हिस्सों के रूप में आयोजित किया जाता है जो मल्टी हिंग वाला डोर है जो एक तरह से खुलता रहता है और एक के बाद एक कथा धीरे धीरे सामने आती है यह लगभग कथा वर्णन की तरह है अब आप स्क्रॉल के मामले में बहुत दिलचस्प तरीके से क्या देखते हैं बहुत स्पष्ट रूप से कथा का होना आवश्यक है एक रेखीय संरचना हैजिस क्षण आप इस तरह की लिखित सामग्री में गए हैंकथा लिखित संरचना में चली गई है जबकि विशुद्ध मौखिक रूप जैसे कोई खड़ा हो और कहानी कह रहा हो जरूरी नहीं कि एक रेखीय संरचना हो तो समझ यह है कि लंबे समय तक पंचतंत्र जैसी कहानियाँ लिखी नहीं गईं और इसलिए कई कहानियों को इसमें शामिल किया गया क्योंकि यह एक संरचना की तरह विकसित हुई है हालाँकि जिस क्षण यह किसी निश्चित रूप में हो जाता है स्क्रॉल केवल एक विशेष रूप में ही खुल सकता है और इसलिए उस तरह से कथा के रूप में एक निश्चित रैखिकता को ठीक करता है कथा को एक छवि से दूसरी और तीसरी और इसी तरह आगे बढ़ना है कावड़ के मामले में एक संभावना है कि क्योंकि कावड़ कई तरीकों से खुलता है एक संभावना है कि कथा में कई प्रकार की जड़ें अपनाई जा सकती हैं जबकि कहानी सुनाई जा रही हो यह केवल उपमहाद्वीप नहीं है बस आपको एक उदाहरण देना है इसके विश्व में कई उदाहरण हैं जापान से यह कामीशिबाई परंपरा है ये वो हैं जैसे आप नीचे चित्र में देख सकते हैं वहाँ वो आदमी जो कहानीकार है एक साइकिल पर उसके पूरे उपकरण है तो यह एक मोबाइल प्रारूप है और इसलिए वे क्या करते हैं बस वे सभी कार्ड को ठीक करते हैं और उसके भीतर के सभी डिस्प्ले वाले कार्ड और वे एक बार में एक कार्ड निकालते हैं जो कार्ड को सिर्फ बताता हैं फिर अगली स्लाइड या अगले कार्ड के पीछे से प्रकट होता है जिसे बाहर निकाला गया है और बहुत दिलचस्प बात यह है कि कहानियों को उस कार्ड के पीछे लिखा जा सकता है जिसे बाहर निकाला गया है तो अगले कार्ड के लिए कहानी पिछली स्लाइड के पीछे लिखी गई है इसलिए इस विशेष मामले में एक तरह का लिखित आख्यान संभव है यह एक कथा है क्योंकि यह एक अलग स्लाइड अलग छवियों कहानी कहने से पहले स्लाइड्स को फिर से व्यवस्थित कर सकते हैं और सटीक स्लाइड अनुक्रम के क्रम को कहानीकार द्वारा प्रत्येक अवसर पर बदला जा सकता है तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं की जिस तरह से मौखिक आख्यानों का भौतिकी करण किया जाता है आप उसे इमेज मेकिंग के माध्यम से जानते हैं या राइटिंग के जरिए यह तय होता है कि कहानी किस तरह की है उदाहरण के लिए पटचित्र के मामले में जैसा कि मैंने कहा क्योंकि स्क्रॉल केवल एक छोर से दूसरे छोर पर ही खुल सकता है कहानी में एक रैखिक संरचना होनी चाहिए कमिशीबाई के मामले में संभव है कि कुछ तत्व हैं जिन्हें फिर से व्यवस्थित किया जा सकता है जब कोई आख्यान पूरी तरह से मौखिक होता है जैसा कि लिखने से पहले अलिफ लैला की तरह होता है यह वास्तव में पुनर्व्यवस्थित हो सकता है या पंचतंत्र को वास्तव में पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता हैसमय और अवसर के आधार पर अधिक लचीलापन हैं जिसमें कहानी को कहा जा रहा है अब दास्तानगोई की परंपरा पर वापस आते हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वह कुछ चित्रण हैं जो दस्तान ए हमजा या हम्ज़ा हमजा नामा से प्रसिद्ध चित्र हैं जैसा कि मैंने कहा अमीर हमजा पैगंबर मोहम्मद का चाचा माना जाता था तो वास्तव में कहानी सातवीं से आठवीं शताब्दी के अरब में विकसित हुई है यह वह जगह है जहाँ आपको यह याद रखना चाहिए कि ईसाई धर्म के साथ इस्लाम भी हैं दो धर्म जो पुस्तक के धर्म हैं तो जहां उस विशेष धर्म की पवित्र पुस्तक को वास्तव में लिखा गया है और यदि अलग अलग संप्रदाय हैं तो उनके पास उनकी अपनी किताबें हैं कुरान या बाइबिल इसलिए इस्लाम किताब की एक परंपरा है इससे जुड़ी हम उस कहानी का पता लगा सकते हैं चूंकि यह पैगंबर मोहम्मद के साथ जुड़ा हुआ है और कहीं न कहीं इस्लाम के विकास की एक कड़ी है हम यह भी सुझाव दे सकते हैं कि संभवत जल्द से जल्द लिखित दास्तानगोई के रिकॉर्ड भी इस्लाम के उदय के साथ मेल खाते हैं क्योंकि इस्लाम का उदय वास्तव में दर्शाता है कि सातवीं आठवीं शताब्दी में मध्य पूर्व अरब यूनिवर्स में कुछ परिवर्तन हुए हैं हालाँकि यह कहना होगा कि हम जानते हैं कि कहानियाँ पूरी तरह से कभी नहीं बनती हैं हमेशा कुछ आधार होते थे तो कोई कल्पना कर सकता है कि मौखिक परंपरा दास्तानगोई की सातवीं शताब्दी से पहले वापस आ रही थी तो आपको संक्षेप में यह बताने के लिए कि कहानी है एक सामान्य प्रारूप है अब कई कहानियाँ हैं जिन का एक सामान्य प्रारूप है मेरा मतलब है अकबर बीरबल की कहानियां उनके पास एक सामान्य प्रारूप है अकबर और बीरबल एक पहेली पर आधारित है और अंततः अकबर को लगता है कि बीरबल मुश्किल में पड़ने वाला है लेकिन बीरबल उसकी बुद्धि का इस्तेमाल करके वास्तव में खुद मुक्त हो जाता है या खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाएं जो मजाकिया है कोई ऐसा व्यक्ति जो चालाक है और जहन्नपाह या सम्राट का भरोसा वापस जीतता है वह संरचना है उसके भीतर और इसलिए पाठक हमेशा जानता है कि बीरबल आखिरकार जीत जायेगा और यह वास्तव में मौखिक कथन है हम जानते हैं कि बेताल पच्चीसी में किसी विशेष एपिसोड के अंत में बेताल उड़ जायेगा और जंगल में वापस चला जायेगा और विक्रम को जाकर उसे लाना होगा इसलिए अंत हमेशा जाना जाता है कहानी एक पहेली में खत्म हो जाएगी यह कुछ ऐसा है जो ज्ञात है तो इस विशेष मामले में वास्तव में कहानियों के सेट के भीतर दो ध्रुवीय विपरीत हैं यह अमीर हम्जा और चालबाज जो अफरासिया है और यह एक लड़ाई है योद्धा ईमानदार के बीच बहादुर अमीर हमजा और दूसरी ओर चालबाज हैं और अन्य चालबाजों की उनकी टीम जो कि जिन और अफरासिया हैं और यह आमिर हमजा और अफरासिया के बीच की लड़ाई है और अंत में अमीर हमजा हमेशा जीता करेंगे इसलिए ये कहानियां वास्तव में बढ़ीं क्योंकि उन्होंने मध्य पूर्व और मध्य एशिया के माध्यम से यात्रा की और उन्होंने स्थानीय कहानियों को इस कहानी के कोष में इकट्ठा किया जो कि दास्तानगोई हैं तो कोई निश्चित पुस्तक नहीं थीदास्तानगो का एक विशेष सेट होगा जिसमें अमीर हमजा की कहानियों की सूची हैं अधिक अनुभवी दास्तांगो अधिक लोकप्रिय दास्तांगोस ने अधिक से अधिक कहानियों का प्रदर्शन किया होगा कहानियों का अधिक प्रदर्शनों वाला होना बहुत उपयोगी है क्योंकि आप यह सुनिश्चित करते हैं कि विशेष समूह के दर्शकों की पेशकश के लिए आपके पास हमेशा कुछ नया हैं क्योंकि अगर कई दास्तानगोज़ हैं तो वे सभी कहानियाँ बताएंगे और शायद दर्शकों ने एक ख़ास कहानी सुनी होगी यदि आप एक नई कहानी पेश करने जा रहे हैं तो आप एक विशेष छवि बना देगे यह एक डिनर पार्टी के दौरान चुटकुले बताने जैसा है अगर हर कोई मज़ाक जानता है तो वह सपाट हो जाता है इसी तरह इसलिए मौखिक प्रदर्शनों की सूची बड़ी होनी चाहिए इसलिए कोई निश्चित किताब नहीं होगी लोग विभिन्न कहानियों को जानेंगे उनके पास कहानियों का अलग संग्रह होगा जो उनके पास ज्यादातर सन् निहित होगी हालांकि एक और परंपरा भी थी लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कहानियाँ मध्य एशिया और पर्शिया से होकर गुजारी थीं और मध्य पूर्व के अन्य भाग अज़रबैजान अफग़ानिस्तान और अन्य स्थान हैं उन्होंने इस पेंटीहोन के भीतर कई और कहानियाँ एकत्र की हैं विभिन्न लोगों के पास विभिन्न दास्तानगोस के पास कई प्रदर्शनों की सूची होगी और जैसा कि लोगों ने यात्रा की इसलिए कहानियाँ ने उनके साथ यात्रा की होंगी और सबूत बताते हैं कि कहानियाँ ग्यारहवीं और चौदहवीं शताब्दी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर स्वाभाविक रूप से उभरने लगींक्योंकि यह वह समय था जब इस्लामिक शासकों ने भारत में उभरना शुरू किया था उनके साथ संस्कृति साहित्य भोजन की आदतें और कहानियों का पूरा सेट आया था इसलिए वास्तुकला के साथ साथ प्रत्येक परिवर्तन के साथ बहुत सी चीजें भी आईं और यह उपमहाद्वीप के भीतर हो रहा हैं वास्तव में दुनिया के सभी हिस्सों में हो रहा है जहां लोग जब नए साम्राज्य बनाए जाते हैं वे नए सांस्कृतिक आदान प्रदान करते हैं और उनके पास एक पूरक होता है जो उस जगह की पूरी संस्कृति पर प्रभाव डालता हैं जहां लोग आए हैं और बस गए हैं तो यह ग्यारहवी से चौदहवीं शताब्दी के बीच कहानियाँ धीरे धीरे भारत में उभरने लगती हैं और जैसे जैसे कहानियाँ यात्रा करती हैं वैसे वैसे आमिर हमजा भी उसकी शैशवावस्था में यात्रा करता है और ये कहानियाँ आमिर हमज़ा की कहानी है कि वह छोटा बच्चा है या वह युवा लड़का हैं जो बहुत से कारनामों को करने में सक्षम है वह स्पष्ट रूप से बहुत शरारती व्यक्ति है तो यह कहानियाँ बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय थीं जिन्हें कल्पना कर सकते है और वह यात्रा करता है और विभिन्न कारनामों को अंजाम देता है और विभिन्न दिलचस्प लोगों का सामना करता है और कोशिश करता है कि आप उनके बारे में आगे जानते हैं वह एक बहुत साहसी युवा हैं और यह अमीर हमजा की कहानियों की प्रसिद्धि है यह कहानी के भीतर दूर दूर तक फैलती है और उसके बाद पर्शिया के राजा के मुख्यमंत्री ने उन्हें अपनी मुसीबतों में मदद करने के लिए बुलाया है और एक महत्वपूर्ण चीज वह लड़ सकता है वह सम्राट जादूगर जो अफरासियाब जादू है उनसे लड़ सकता हैं और हमजा अफरासियाब जादू के तहत सभी जिन्नों और चालबाजों के खिलाफ लड़ने में व्यस्त है और वास्तव में आप जानते हैं कि वह अपनी बुद्धि और अपने साहस के माध्यम से अफरासियाब की सेनाओं पर काबू पाने में सक्षम है अब ये कहानियाँ धीरे धीरे कोर्ट में चली जाती हैं और वे बहुत लोकप्रिय हो जाती हैं इसलिए शासक भी उनमें दिलचस्पी लेते है और इसलिए इन कहानियों जो पर ले जाने वाले महत्वपूर्ण शासकों में से अकबर एक था अकबर स्वयं इन कहानियों और सामान्य रूप से कहानी कहने का बेहद शौकीन था और वह खुद कहानियां सुनाते थे लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अकबर ने जो कुछ किया वह यह था कि उन्होंने कमीशन दिया था और ये चित्र जो आप देख रहे हैं हमज़ानामा से आते है जो हमज़ानामा या दास्तान ए अमीर हमज़ा फोलियो का एक सेट है बहुत बड़ी पेंटिंग जो सीधा रखी जानी चाहिए और दर्शकों के पास उन दिनो में प्रक्षेपण उपकरण नहीं थे तो इसलिए आपको बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी पेंटिंग रखनी पड़ती हैं ताकि पूरा कोर्ट देखने और आनंद लेने में सक्षम हो और यह अब चौदह सौ दृष्टांतों से ऊपर है वे चित्रित थे और ये कुछ उदाहरण हैं कुछ छवियों के माध्यम से आप जानते हैं ये छविया प्रत्येक महत्वपूर्ण एपिसोड दास्तान ए अमीर हमजा की विशेष कहानी के हिस्से को कैप्चर करती है और इसलिए इन फोलियो को चित्रित किया जाएगा और प्रत्येक के पीछे कहानी के कुछ चित्रों के कुछ हिस्सों में ऐसे ग्रंथ होंगे जो उत्कीर्ण होंगे इसलिए हम कल्पना कर सकते हैं कि जब फोलियो लगाया जाता है तो कहानीकार फोलियो के बगल में खड़ा होता है और कहानी बताता है और कहानी को समय समय पर लिखित पाठ से संदर्भित कर सकता है और कहानी बताने में सक्षम होने का मतलब है कि याददाश्त पर कम और कम भरोसा करना है अब एक बार फिर हमारे जापानी रूप की तरह ही कमिशीबाई ये फोलियो बन सकते हैं आमतौर पर हर कहानी के लिए एक फोलियो होता हैं कभी कभी हर कहानी के लिए कुछ और फोलियो भी हो सकते थे लेकिन कहानियों को किसी विशेष क्रम में बताया जा सकता है और इसलिए एक कोडेक्स या एक स्क्रॉल के विपरीत अलग अलग आकार के रूप में मौजूद हैं तो एक कोडेक्स में प्रत्येक पृष्ठों को एक साथ स्पाइन में एक साथ बांधा जाता है और आप पृष्ठों को पुनर्व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं हालाँकि स्लाइड या फोलियो का एक सेट इच्छा से पुन व्यवस्थित किया जा सकता है अब इस तरह की ऑडियो विजुअल की कहानी को कोर्ट के अंदर और बाहर भी बहुत सराहा गया अब आप जानते हैं सदियों से हमारे पास ये कहानियां लोकगीतों में सामान्य जन के पास हैं और ये कहानियाँ दिन प्रतिदिन रोज़मर्रा की उन भाषाओं में मिलती जा रही थी जिनका लोग उपयोग करते थे जैसा कि हम जानते हैं कि उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग के भीतर लोगों की भाषा हिंदुस्तानी या उर्दू थी और उस ही तरह की कथा होगी और उस क्षण बहुत सी स्थानीय कहानियाँ इन कथाओं में प्रवेश करने लगती हैं दास्तानगोई के उर्दू पाठ के पहले सबूत उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में थे फोर्ट विलियम्स कॉलेज के तत्वावधान में जो एक ब्रिटिश है जब अंग्रेज यहां आए तो उनके प्रशासक जो इंग्लैंड से आए थे उन्हें आदेश देने के लिए स्थानीय भाषा सीखने की जरूरत थी तो स्थानीय भाषा सीखने के तरीकों में से एक उस भाषा के विशेष समुदाय के साहित्य को सीखने के माध्यम से है और जब उन्हें पता चला कि कहानियां उपलब्ध हैं जो उस समय लोकप्रिय थी इसलिए सबसे पहले उर्दू में दास्तानगोई या दास्तान ए अमीर हमजा का मुद्रित संस्करण अंग्रेजों द्वारा फोर्ट विलियम्स कॉलेज की प्रेस में मुद्रित किया गया था अब इस फॉर्म ने उन्नीसवीं सदी के मध्य तक मौखिक स्वरूप बनाए रखना जारी रखा फोर्ट विलियम्स कॉलेज के मुद्रित खंड मुख्य रूप से जो लोग सीख रहे थे उनके लिए थे और निरक्षरता आबादी के भीतर बहुत सीमित थी इसलिए वहाँ सामान्य आबादी के भीतर इनका प्रचलन बहुत अधिक नहीं था लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण उन्नीसवीं सदी के मध्य में हुआ जिसे हम विभिन्न प्रकार से स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध या सिपोय म्युटिनी कह सकते हैं जब यह सब हुआ विभिन्न दास्तानगो उस समय दिल्ली मुगल साम्राज्य का केंद्र था और अधिकांश कथाकार यात्रा करने दिल्ली जाएंगे क्योंकि यह अवसरों का देश है लेकिन जब दिल्ली खतरे में थी दिल्ली में बहुत अशांति थी लोग लखनऊ चले गए याद रखेंउत्परिवर्तन के दौरान अवध महत्वपूर्ण केंद्रों था और उस समय के कई अन्य बुद्धिजीवियों के साथ बहुत सारे दास्तानगोस और उस समय के कलाकार लखनऊ चले गए इसलिए कहानीया भी लखनऊ चली गई अब एक बार जब वे लखनऊ चले गए थे तो तब तक प्रिंट लखनऊ में प्रवेश कर चुका था भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग के भीतर प्रिंट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बन गया है और नवल किशोर प्रेस इनमें से कुछ कहानियों को इन संस्करणों में छापने की कोशिश करने लगता था तब क्या होता है इन कहानियों के अलावा जब वे एक बार लखनऊ चलते हैं वहाँ भी एक आन्दोलन है जब फिर नैरेटिव को मिलाते हुए और नई कहानियां बताई जा रही हैं और फिर आपके पास तिलिस्मी की परंपरा है तिलिस्मी का विचार अब दास्तानगोई कथाओं में चलते हुए तिलिस्मी या जादुई ब्रह्मांड आप इसके बारे में जानते हैं कि चंद्रकांता की कहानियों में तिलिस्मीक दुनिया का एक बहुत महत्वपूर्ण सेट है अब ये कहानियाँ उसी तरह के आख्यान के साथ जुड़ जाती हैं पारंपरिक अमीर हमज़ा की कहानियाँ दास्तान ए अमीर हमज़ा की कहानियो के साथ जुड़ जाती हैं और वे सदियों से उपमहाद्वीपीय की कहानियां बन गईं जो फारसी की परंपरा से बहुत अलग है अब अरबी फ़ारसी के मूल की कहानियाँ जो भारत में नहीं थी एक और मार्ग था और वहां कोई भी अध्ययन कर सकता है और देख सकता है और वह एक ऐसा स्थल था जहाँ कहानियाँ अधिक संगीत बन जाती थीं उन्हें गाया जाएगा यह और शब्द संगीत के साथ संयुक्त हैं जो एक बहुत ही अलग परंपरा है जबकि उपमहाद्वीप के भीतर दास्तानगोई कहानी कहने की परंपरा जारी रही जो विशुद्ध रूप से एक मुखर अभ्यास था लोग कहानियां कहेंगे कोई संगीत वाद्य यंत्र या इसके साथ किसी भी संगीत का उपयोग नहीं था यह मुख्य रूप से कहानी सुनाना था अब आप यहाँ जो चित्र देखते हैं वह 1913 से एक चित्र है कथाकार में से कोई एक कहानी कह रहा है इतिहास हमें बताता है कि दिल्ली में जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर हर गुरुवार को कहानी सत्र की परंपरा थी लेकिन धीरे धीरे इन कहानियों को नवल किशोर प्रेस ने शुरू किया जब प्रिंट आता है और यह हम बाद में यूरोप के भीतर प्रिंट का अध्ययन करते समय देखेंगे जब पहले प्रिंटर आते हैं तो वे अचानक पता लगाते हैं कि उन्हें कहानियो की बहुत अधिक आवश्यकता है बताने के लिए और इसलिए नवल किशोर प्रेस उन्हें छापना शुरू कर देता है और उन्हें मुद्रित करने के क्रम में इन कहानियों को विभिन्न दास्तानगोस से एकत्र किया गया था और यह कई संस्करणों में चला गया ये कहानियाँ वास्तव में बहुत वोल्यूम में चलती थीं और लगभग हजार पृष्ठों के 46 खंड थे जो एकत्र किया गया था बेशक इन कहानियों को एकत्र करते समय वे कुछ बदलावों से गुजरेंगे जो लोग वास्तव में इन कहानियों को लिख रहे हैं वे कुछ शामिल करेंगे या हटाएँगे या बाहर छोड़ दें इन कहानियों में बहुत सारे उत्परिवर्तन शामिल होंगे जब वे लिखे जाते हैं लेकिन एक बार जब उन्होंने लिखा गया तो उनके पास एक निश्चित रूप है आज यह अमीर हमज़ा की कहानियाँ है जो तिलिस्मी होशरूबा से आते हैं जो वॉल्यूम के इस सेट का सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण अध्याय हैं जो नवल किशोर प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया है तिलिस्मी होशरूबा एक तिलिस्मी जादुई ब्रह्मांड है होशरूबा वह है जो आपका धन लूट लेगा अपनी समरूपता को होश से दूर कर देगा कोई आपकी चेतना पर जादू कर सकता हैआपकी चेतना को ग्रहण करेगा तिलिस्मी होशरूबा वह कहानी है जो बताई गई थी लेकिन धीरे धीरे समय के साथ प्रिंट शुरू हो गए और फिर उन्नीसवीं सदी की शुरुआत और बीसवीं शताब्दी अंतिम दास्तानगॉज़ वास्तव में दर्ज की गई होंगी पारसी थिएटर का रंगमंच और उसके बाद फिल्मों में आने के तुरंत बाद टॉकीज आये और धीरे धीरे मौखिक कहानी कहने की यह परंपरा समाप्त हो गई तो एक दशक पहले या 20052006 के बाद से पुनर्जीवित किया गया है कुछ कलाकारों ने इन कहानियों को पुनर्जीवित किया है हमारे अगले सत्र में दास्तानगोई के बारे में अधिक जानेंगे